सभी को नमस्कार आज के क्लास हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड के बारे में चर्चा करेंगे पिछले क्लास में हमने अन्वेट्इड कोड के बारे में देखा था और हम वह कोड जोकि वेटड नहीं है उसका डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे यहां हम यह देखेंगे की जो कोडवर्ड जनरेट होता है वह बिट पोजीशन के एरर डिटेक्ट करने में उपयोगी है यदि पॉसिबल हो तो करेक्शन भी करेंगे कुछ तरीके के कोडिंग के लिए तो हम हैमिंग डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस डिस्कशन में हम पैरिटि कोड का डिस्कशन भी इंक्लूड करेंगे जो हमने पहले देखा है इवन पैरिटि और ऑड पैरिटि इसके बाद हम एक स्पेसिफिक कोड जिसे हैमिंग कोड कहते है उसके बारे में देखेंगे उसका जनरेशन और उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं 1 बिट एरर करेक्शन और 2 बिट एरर डिटेक्शन के लिए तो सबसे पहले हम देखेंगे की हैमिंग डिस्टेंस क्या है हैमिंग डिस्टेंस वह नंबर ऑफ बिट पोजीशन है जिससे कोड वर्ड्ज़ एक दूसरे से डिफर करते हैं अगर एक कोड वर्ड है और एक दूसरा कोड वर्ड है तो हम उनके बिट पोजीशन को देखेंगे की वह कहां डिफर हो रहे हैं यह हमें कैसे मिलेगा हम इन के बिटवाइस EX OR ऑपरेशन कर सकते हैं तो जब भी बिट्स सेम वैल्यू के हो मेरा मतलब है एक पॅटिक्यूलॅ पोजीशन के कोड वर्ड्ज़ तो मान लो 1 1 या 0 0 हो तो EX OR गेट आउटपुट 0 रहेगा और जब वह डिफर करेगा मतलब 1 0 या 0 1 तो आउटपुट 1 रहेगा तो हम इन EX OR गेटस के बैंक के आउटपुट को देखते हैं की कितने जगहों पर आउटपुट 1 है तो यह सारे 1's को काउंट करें तो वह हमें दो कोड वर्ड्ज़ के बीच का डिस्टेंस देता है जिसे हम हैमिंग डिस्टेंस कहते हैं तो बायनरी डीजीटस के किसी ग्रुप का और दूसरे डिजिट का इस तरीके से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं हमने पैरीटी कोडिंग देखी है तो इवन पैरिटि कोडिंग का एक उदाहरण देखते हैं तो यहां हम दो डेटा को देख रहे हैं पहला कोई एक रेंडम डेटा है बाद में हम कुछ स्पेसिफिक डेटा के बारे में देखेंगे उसका मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए तो इसमें 1234 1's है तो हम इवन पैरिटि देख रहे हैं तो पैरिटि बिट जो जनरेट हो रहा है वह 0 रहेगा आखिर में सारे बिट्स पैरिटि बिट को मिलाकर इवन रहेगा तो तो वह हमारा ऑब्जेक्टिव है दूसरा डाटा यह है जिसमें 5 1's है तो पैरिटि बिट 1 है EX OR करने के बाद हम पैरिटि कोड के उस डिस्कशन को रेफर कर रहे हैं जहां EX OR गेट इस्तेमाल किया गया था पैरिटि बिट रिलेटेड एरर के जेनरेशन और डिटेक्शन के लिए ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के दौरान तो आखिर में हमें 6 1's मिले हैं तो यदि हम बिटवाइस EX OR देखें इन दोनों का तो हम यह देखेंगे कि यहां 4 1's और दूसरे वाले में वहां 6 1's है तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस 6 है तो हम यहां इन दोनों कोड वर्ड के बीच का हैमिंग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं पर इवन पैरिटि कोड के लिए यदि हम दूसरा केस देखते हैं जहां ओरिजिनल डाटा सिर्फ एक बिट पोजीशन से डिफर हो रहा है तो यह 1 है और बाकी सारे 0's है केवल एक बिट ही बदल रहा है तो वह 1 बन गया है तो इसका कोड वर्ड क्या होगा यहां सारे 0's मतलब पैरिटि बिट 0 रहेगा और 1 मतलब पैरिटि बिट 1 बन जाएगा ताकि पैरिटि बिट को मिलाकर इवन नंबर ऑफ 1's रहेंगे तो यह मिनिमम डिस्टेंस रहेगा अब जब हम EX OR करेंगे और एक्यूमिलेट करेंगे तो हम यह देखते हैं की 2 1's है तो यह 2 है इस तरीके का पैरिटि कोड़ीग के लिए जहां 1 बिट पैरिटि कोड इंट्रोड्यूस किया है हम यह देखेंगे की मिनिमम डिस्टेंस 2 रहेगा तो यह हमें ध्यान रखनी है अब रूलस देखेंगे b बिट एरर डिटेक्ट करने के लिए यदि नंबर ऑफ बिट्स b है तो हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड b1 है कोड वर्ड में जब हम कोड वर्ड्ज़ लेंगे जिसे जनरेट किया गया है इस एरर को डिटेक्ट करने के लिए एरर डिटेक्शन कोड को मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड b1 है तो इस पैरिटि कोड़ीग के लिए जैसा पैरिटि कोड़ीग हमने पहले देखा है हैमिंग डिस्टेंस 2 है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2 है तो हम 1 बिट एरर डिटेक्ट कर सकते हैं और b बिट एररस करेक्ट करने के लिए मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड क्या है रूल के हिसाब से वह 2b प्लस 1 है b बिट एररस डिटेक्ट करने के लिए मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस dmin b 1 b बिट एररस करेक्ट करने के लिए मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस dmin 2b 1 1 बिट एरर करेक्ट करने के लिए हैमिंग डिस्टेंस जो हमें लगेगा वह 2 गुणाकार मल्टिप्लाई multiplied 1 प्लस 1 है जो कि 3 है तो इस तरीके के कोडिंग से हम 1 बिट एरर डिटेक्ट कर सकते हैं पर हम कुछ करेक्ट नहीं कर सकते है तो यह जो हमने पहले देखा है एरर डिटेक्शन कोड यूज़िंग पैरीटी जिसमें पैरिटि बिट इंट्रोड्यूस करते हैं यहां हमने इवन पैरिटि का उदाहरण लिया था यही चीज ऑड पैरिटि के लिए भी लागू है अब हम एक दूसरी तरीके का कोडिंग देखेंगे जिसे हैमिंग कोड कहते हैं जहां हम यह देखेंगे कि 1 बिट एरर करेक्ट कैसे करते हैं पैरिटि कोड के उदाहरण में हमने केवल डिटेक्शन ही नहीं देखा है तो हैमिंग कोड ऐसा है जहां केवल 1पैरिटि बिट नहीं बल्कि 1 से ज्यादा पैरिटि बिट रख रहे हैं स्पेसिफिक पोजिशनस पर तो यह स्पेसिफिक पोजिशनस क्या है यह 2 टू द पावर i th पोजीशन है 2 टू द पावर i th पोजीशन क्या है तो 2 टू द पावर 0 1 है 2 टू द पावर 1 2 है 2 टू द पावर 2 4 है 2 टू द पावर 3 8 है तो 2 टू द पावर i th पोजीशन कब मतलब यह है यदि हमारे पास टोटल कोड वर्ड रहा तो टोटल कोड वर्ड वह है जिसमें यह सारे पैरिटि बिट्स भी शामिल है कोडिंग के लिए और डाटा जिसमें इंफॉर्मेशन या मैसेज या न्यूमैरिक वैल्यू रहता है इन सबको साथ में इंक्लूड किया जाएगा फिर जो कोड वर्ड हमें मिलता है उसमें 2 टू द पावर 0 जोकि 1 है वह पहला पोजीशन है 2 टू द पावर 1 2 2 टू द पावर 2 4 2 टू द पावर 3 8 तो यह सारी पोजीशन को भरा जाएगा पैरिटि बिट्स से बाकी के जो पोजीशनस है जैसे कि 3rd पोजीशन 5th पोजीशन 6th पोजीशन 7th पोजीशन भरा जाएगा डाटा से तो इस तरीके से यह काउंट आगे बढ़ेगा तो P1 P2 P4 यह 3 पैरिटि बिट्स से हम D7 तक जा सकते हैं इसका मतलब टोटल कोड वर्ड 7 बिट का होगा जिसमें से 4 डाटा बिट होगा और 3 पैरिटि बिट होगा तो यह जरूरत पड़ेगी इस तरीके के कोडिंग के लिए तो जब भी हम इसके आगे जाएंगे तो हमें P8 पर पैरिटि बिट लगेगा और इससे हम D15 तक जा सकते हैं जब हम 16 पोजीशन पर आते हैं तो हमें P16 पैरिटि बिट लगेगा फिर D17 D18 ऐसे चलते जाएगा किस तरीके के कोडिंग में ऐसे सारी चीजें किए जाते हैं तो इससे हम यह समझ सकते हैं की m पैरिटि बिट्स रहे तो जहांm ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 n नंबर ऑफ बिट्स है जो मैसेज बिट या डाटा बिट को कोड कर सकता है तो 2 टू द पावर m को mn से ग्रेटर होना होगा तो यह 4 पैरिटि बिट्स P1 P2 P4 P8 है इसका मतलब m 4 है तो 2 टू द पावर 4 जो कि 16 है तो 16 को m जो कि 4 है प्लस n से ग्रेटर होना होगा तो यहां n जो कि डाटा है वह 11 तक जा सकता है तो आप 15 तक देख सकते हैं क्योंकि 16 पोजीशन पर अगला पेरीटी बिट आएगा यदि m पैरिटि बिट्स m ≥ 2 रहे तो n नंबर ऑफ डाटा बिट्स कोड करने के लिए 2m m n तो यह है जो हम यहां देख सकते हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम हैमिंग कोड वर्ड में पैरिटि बिट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें पैरिटि बिट का पोजीशन पता है अब हम यह देखेंगे की पैरिटि बिट कैसे जेनरेट करते हैं तो वैल्यू 0's और 1's तो यह जो 0's और 1's है वह डाटा पर निर्भर है तो इसे कैसे जनरेट करते हैं तो एक सिस्टम जिसे हम हैमिंग 74 कोड कहते हैं उसके लिए पैरिटि बिट जनरेट करने के लिए जो 7 है वह टोटल लेंथ है 4 नंबर ऑफ डाटा है D3 D5 D6 D7 डाटा बिट्स है और P1 P2 P4 पैरिटि बिट्स है तो यह उदाहरण लेंगे तो पहले हम क्या करेंगे तो पोजीशन 1 से 7 को हम बायनरी में कोड करेंगे तो 1 का बायनरी कोड 0 0 0 1 है 2 का बायनरी कोड 0 0 1 0 है तो इस तरीके से करते हुए 7 का बायनरी कोड 0 1 1 1 है तो P1 जेनरेट करने के लिए हम डाटा के सारी पोजीशन को कंसीडर करेंगे जहां यूनिटस प्लेस पर 1 है तो D3 D5 D7 तो यह सारे प्लेसेस है जहां यूनिट प्लेस पर 1 है तो P1 को जनरेट करने के लिए हम इन सारे बिट्स का EX OR करेंगे फिर चाहे यह बिट्स में जो भी मैसेज हो तो इन सारे प्लेसेस के बिट्स का EX OR करके हमें P1 मिलेगा तो P2 कैसे मिलेगा P2 के लिए हम 1's देखेंगे जो मौजूद है 2's प्लेस पर तो इस तरीके से P2 जेनरेट होगा तो D3 D6 और D7 इन सबके 2's प्लेस पर 1 है जो आप देख सकते हैं और P4 कैसे जनरेट होगा तो अब हमें समझ आ गया है और हम इस आइडिया को एक्सटेंड करेंगे तो अब हम 4th प्लेस पर मौजूद 1's को देखेंगे तो 4th प्लेस पर 1 D5 D6 और D7 में मौजूद है तो यह है जो आप देख सकते हैं तो यदि हम इसे एक्सटेंड करते हैं तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास एक टोटल कोड वर्ड है जिसका कोड वर्ड लेंथ 12 है P1 P2 P4 P8 4 पैरिटि बिट्स है और 8 डाटा बिट्स है तो अगर हमें इसे कोड करना है पैरिटि बिट्स को जनरेट करना पड़ेगा P1 के लिए हम देखेंगे की यूनिटस प्लेस पर कहां 1 है तो इस तरीके से हम P1 को जनरेट करेंगे D3 D5 D7 D9 D11 में यूनिटस प्लेस पर 1 है उसी तरीके से P2 के लिए हम देखेंगे की कितने 2's प्लेस पर 1 है तो D3 D6 D7 D10 D11 के 2's प्लेस पर 1 है आप देख सकते हैं की P2 को जेनरेट करने के लिए D10 D11 को भी लिया गया है यह इसलिए क्योंकि 12 बिट का कोड वर्ड है तो P4 के लिए D5 D6 D7 D12 के 4th प्लेस पर 1 है और आखिर में P8 के लिए हमें यह देखना है कि कहा 8's प्लेस पर 1 है तो P8 जनरेट करने के लिए D9 D10 D11 D12 लेंगे P1 D3 ⊕ D5 ⊕ D7 ⊕ D9 ⊕ D11 P2 D3 ⊕ D6 ⊕ D7 ⊕ D10 ⊕ D11 P4 D5 ⊕ D6 ⊕ D7 ⊕ D12 P8 D9 ⊕ D10 ⊕ D11 ⊕ D12 तो अब आप देख सकते हैं कि हम अगर सारे नंबर को रखे तो जो मिनिमम डिस्टेंस यहां मिलता है दो कोड वर्ड के बीच वह 3 है इसके लिए वह b1 एरर डिटेक्ट कर सकता है तो यह b 2 है और वह 2b1 एरर करेक्ट कर सकता है तो यह है जो वह कर सकता है इससे हमें क्या समझ आता है की हम असल में मैसेज का लेंथ बढ़ा रहे हैं जिसमें से यूज़फुल डाटा 8 है तो 8 ऐसा है जो अननोन है और P वह है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो 12 में से केवल 8 डेटा बिट यूज़फुल रहेगा कोडिंग के लिए 74 कोड के लिए 7 में से केवल 4 डेटा बिट यूज़फुल रहेगा तो यह एक तरीका है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं की एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले एक्चुअल इंफॉर्मेशन का रेट तो पैरिटि बिट के इंट्रोडक्शन के वजह से आप देख सकते हैं हालांकि एक्चुअल रेट में हम 7 बिट्स भेज रहे हैं पर उसमें से मैसेज वाले बिट केवल 4 ही है तो इसका मतलब रेट कम हो गया है तो यह एक चीज है जो हमें ध्यान रखना है जब हम यह करते हैं किसी फायदे के लिए तो इसमें कुछ कॉस्ट भी एसोसिएटेड है वह कॉस्ट एडिशनल बिट का है जो हमें भेजना पड़ता है जिससे इफेक्टिव डाटा रेट या इफेक्टिव ट्रांसमिशन रेट कम हो जाता है तो अब हम एक उदाहरण देखेंगे तो इस केस में डाटा 1 0 1 1 और 0 1 0 1 है इसका मतलब 8 डाटा बिट्स है जिसके लिए हमें 4 पैरिटि बिट्स लगेंगे तो डाटा बिट्स को हम D3 D5 D6 D7 D9 D10 D11 D12 ऐसे प्लेस करेंगे तो इस तरीके से वह डिफाइन किया गया है इसका नोमैनक्लेचर ऐसे डेसिग्नेट किया गया है तो P1 जनरेट करने के लिए हमें D 3 D 5 D 7 D 9 D 11 को लेना होगा तो D3 1 है D5 0 है D7 1 है D9 0 है और D11 0 है तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं EX OR मतलब हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ 1's है अगर यह इवन रहा तो आउटपुट 0 रहेगा और अगर नंबर ऑफ 1's औड रहा तो आउटपुट 1 रहेगा तो इस EX OR में नंबर ऑफ 1's औड है तो आउटपुट यहां 0 है इसी तरीके से P2 के लिए D3 D6 D7 लेंगे इनके वैल्यूस सब्सीट्यूट करने के बाद हम देख सकते कि यह 0 है P4 के लिए इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यहां तीन 1's है D 5 D 6 D 7 D 12 तो D5 0 है D6 D7 1 1 है और D12 1 है तो तीन 1's है तो आउटपुट 1 है आखिर में P8 आप कह सकते हैं कि यह 0 है तो कोडड डाटा कुछ इस तरीके से दिखेगा P1 0 है P2 0 है P4 1 है तो P4 यहां आ रहा है D3 1 है तो वहां है जो 1's बोल्ड मैं दिखाया गया है वह पैरिटि बिट्स है तो इस तरीके से कोडड डाटा जेनरेट होता है और फिर भेजा जाता है तो अब हम देखेंगे की हैमिंग कोड में 1 बिट करेक्शन कैसे होता है तो उदाहरण के तौर पर हम यह कंसीडर करते हैं कि D7 बिट रिसीव करते हो उसमें एरर है तो D7 बिट जनरेट होता है और रिसीव करते वक्त उसमें एरर है इसका मतलब जो भी वैल्यू था वह फ्लिप हो चुका है यानी कि उल्टा हो चुका है तो रिसीवर साइड में हम क्या करेंगे तो पैरिटि बिट जेनरेट करने के लिए D 3 D 5 D 7 D 9 के 1's पोजीशन ली थी तो अब हम इसको EX OR करेंगे P1 के साथ C1 D3 ⊕ D5 ⊕ D7 ⊕ D9 ⊕ D11 ⊕ P1 C2 D3 ⊕ D6 ⊕ D7 ⊕ D10 ⊕ D11 ⊕ P2 C4 D5 ⊕ D6 ⊕ D7 ⊕ D12 ⊕ P4 C8 D9 ⊕ D10 ⊕ D11 ⊕ D12 ⊕ P8 अगर यह सारे औड होते D3 से लेकर D11 तक तो P1 1 होता मेरा मतलब है नंबर ऑफ 1's औड होता तो दोनों मिलाकर वह इवन रहता तो अगर हम P1 को इंक्लूड करते हैं EX OR प्रोसेस में जैसे हमने पहले किया था सिंगल बिट पैरिटि कोड में तो रिसीवर साइड में EX OR ऑपरेशन में P1 को इंक्लूड करने से वह पूरे चीज को इवन कर देता है अगर D7 में एरर नहीं होता तो यह P1 के साथ EX OR ऑपरेशन हमें 0 देता तो यदि अगर सब मिलाकर 0 रहता तो P1 भी 0 रहता या यदि वह 1 रहता तो यह भी 1 रहता तो इफेक्टिवली सारे मिलाकर इवन पैरिटि बन जाता अगर D7 में एरर नहीं होता तो जो C1 जेनरेट होगा वह 0 रहेगा पर अगर D7 में एरर होता है तो जो C1 जेनरेट होगा वह 1 रहेगा क्योंकि D7 बिट फ्लिप हुआ है जिसकी वजह से औड नंबर ऑफ 1's आता है तो अब हम देखेंगे की D7 और कौनसी जगहों पर है तो हम देख सकते हैं कि वह C2 और C4 में है जबकि C8 में नहीं है तो D7 के फ्लिप के वजह से C8 अफेक्ट नहीं होगा अगर सबको साथ में रखते हैं मेरा मतलब है अगर हम रिसीविंग साइड पर ध्यान देते हैं तो वह क्या जनरेट करेगा C8 C4 C2 C1 के लिए वह 0 1 1 1 जनरेट करेगा इस साइड से लेकर इस साइड तक 0 1 1 1 मतलब 7 होता है तो यह इंडिकेट करता है कि 7 th बिट जो हमने रिसीव किया है उसमें एरर है अगर हम इसे इनवर्ट करते हैं तो हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा तो इस तरीके से हम 1 बिट एरर करेक्शन करते हैं तो यह चीज किसी भी और बिट पोजीशन के लिए लागू होगा तो आप देख सकते हैं की केवल वही जगह फ्लिप हो रहा है या फिर हमें 1 मिल रहा है उस फ्लिप के कारण तो अब जो कोड वर्ड हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं इसमें हम D7 में चेंज नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि D7 के बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं तो अब 11th पोजीशन का बिट चेंज हो रहा है वह बिट फ्लिप हुआ है तो यह 0 1 बन चुका है तो जहां भी D11 बिट मौजूद है वहां हम पैरिटि बिट के साथ ऑपरेशन करेंगे तो D11 C1 C2 और C8 में है तो यह सारी जगहों पर जहां पहले 0 था जेनरेशन प्रोसेस के टाइम पर अब वह सारे 1 बन चुके है और पैरिटि बिट्स ऐड हो चुके हैं तो D11 C4 में मौजूद नहीं है अब अगर हम EX OR ऑपरेशन करेंगे तो हम देख सकते हैं की तीन 1's है तो आउटपुट 1 रहेगा यह P1 है यह P2 है यह P4 है और यह P8 है तो यह 1 है और यह 1 है इस केस में चार 1's है P4 के मौजूदगी के वजह से यह तीन 1's आखिर में यह 0 बन जाएगा इस तीन 1's के वजह से वह यह 1 है तो हमें क्या मिलता है C8 C4 C2 C1 1 0 1 1 तो यह है जो हमें मिलता है 1 0 1 1 मतलब 11 है डेसिमल में तो 11th पोजीशन में एरर है और अगर हम इसे फ्लिप करते हैं तो हमें करेक्टेड बिट मिलेगा हमें यह नोट करना है कि जो फ्लिप होता है वह पैरिटि बिट पोजीशन पर भी हो सकता है क्योंकि जब मैसेज आता है तो नॉइस के वजह से या फिर कोई यीशु के वजह से कौन सा बिट पोजीशन फ्लिप हुआ है तो जैसे डाटा बिट्स करप्ट होते हैं वैसे ही पैरिटि बिट्स भी करप्ट होने के पॉसिबिलिटी है तो यदि कोई पैरिटि बिट करप्ट होता है मान लो P8 करप्ट होता है तो P8 केवल C8 में मौजूद है दूसरी जगहों पर मौजूद नहीं है तो इसकी वजह से सिर्फ यही बदल रहा है जहां यह पूरा चीज इवन पैरिटि होता तो आउटपुट 0 होता अब C8 का आउटपुट 1 दिखाएगा क्योंकि P8 दूसरे किसी के साथ भी नहीं है तो बाकी सारे आउटपुट 0 दिखाएगा क्योंकि वह सारे अफेक्ट नहीं हो रहा है वह सारे बिट्स करेक्ट ऑर्डर में है तो 1 0 0 0 मिलेगा हमें और हम कह सकते हैं की 8th पोजीशन पर एरर है तो अगर 8th पोजीशन पर एरर है तो P8 में एरर है तो अब हम 2 बीट एरर डिटेक्शन के बारे में देखेंगे तो देखते हैं कि उसका क्या मतलब है तो हम एक ऐसा केस लेंगे जहां D7 और D5 दोनों में एरर है तो इस केस में क्या होगा क्योंकि 2 बिट्स फ्लिप हो चुका है तो C1 0 रहेगा यदि 1 बिट फ्लिप होता तो वह 1 देता जब हम पैरिटि बिट को कंसीडर करते हैं और ओवरऑल तरीके से वह इवन पैरिटि है क्योंकि2 बिट्स फ्लिप हुआ है तो वह आपको 0 देगा तो यहां आप कोई भी एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे C2 में D5 नहीं है पर D7 है तो इस केस में वह 1 देगा क्योंकि 1 बिट फ्लिप हुआ है C4 में D5 और D7 दोनों है इसका मतलब 2 बिट्स फ्लिप हुआ है तो वह एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा C8 में D5 और D7 दोनों नहीं है तो वह कुछ डिटेक्ट नहीं करेगा तो केवल C2 इंडिकेशन देगा कि एरर है पर वह करेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वह 2 इंडिकेट कर रहा है यदि केवल एक बिट एरर होता तो तब हम देख सकते थे की की P2 एरर में है है पर यहां वह केस नहीं है तो एक से ज्यादा बिट का करेक्शन पॉसिबल नहीं है तो D D7 को करेक्ट नहीं कर सकते हैं तो इसी तरह अगर D3 और D5 फ्लिप होता है तो C1 0 रहेगा इसका मतलब वह कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाएगा C2 में D3 है पर D5 नहीं है तो उसका आउटपुट 1 रहेगा C4 में D5 है पर D3 नहीं है तो उसका भी आउटपुट 1 रहेगा C8 में D3 और D5 दोनों ही नहीं है तो उसका आउटपुट 0 रहेगा तो क्योंकि C1 से लेकर C8 तक सारे 0 नहीं है तो एरर डिटेक्ट होगा इसका मतलब यदि 2 बिट्स में एरर हुआ तो वह डिटेक्ट किया जा सकता है तो C1 से लेकर C8 तक सारे 0 नहीं है अब हम 2 बिट्स से ज्यादा में फ्लिप देखेंगे याने की 3 बिट्स का केस देखेंगे हम एक उदाहरण लेते हैं जहां D3 D5 D7 तीनों बिट्स फ्लिप हुए हैं जोकि पॉसिबल है तो यह एक रेंडम केस है तो C1 में 3 बिट्स चेंज हुआ है यदि 2 होता तो वह एक दूसरे को कैंसिल कर देता तो यहां पर जहां 3 बिट्स चेंज हुआ है ऑड पैरिटि डिटेक्ट होगा इवन पैरिटि के बदले इसका मतलब C1 1 रहेगा C2 में D3 D7 दोनों हैं तो उसका आउटपुट 0 रहेगा इसका मतलब वह कोई एरर डिटेक्ट नहीं करेगा C4 में D5 D7 दोनों हैं तो उसका आउटपुट 0 रहेगा इसका मतलब वह कोई एरर डिटेक्ट नहीं करेगा इस केस में C8 C4 C2 C1 0 0 0 1 रहेगा इसका मतलब 3 बिट एरर डिटेक्ट हो रहा है पर हम कह रहे हैं की वह 2 बिट एरर डिटेक्ट कर सकता है तो 2 बिट एरर डिटेक्शन की गारंटी है और इस केस में 3 बिट एरर भी डिटेक्ट कर सकता है अब हम एक दूसरा उदाहरण लेंगे जहां यह डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं यह देखेंगे तो हम कंसीडर करेंगे की 2 बिट्स D3 D5 D6 करप्ट हुआ है और फ्लिप हुआ है तो C1 में D3 D5 दोनों हैं तो उसका आउटपुट 0 क्योंकि 2 बिट्स फ्लिप हुआ है इसका मतलब वह कोई एरर डिटेक्ट नहीं करेगा C2 में D3 D6 दोनों हैं तो उसका आउटपुट 0 क्योंकि 2 बिट्स फ्लिप हुआ है इसका मतलब वह कोई एरर डिटेक्ट नहीं करेगा C4 में D5 D6 दोनों हैं तो उसका आउटपुट 0 रहेगा C8 में D3 D5 D6 में से कोई भी बिट्स नहीं है इसका मतलब उसका आउटपुट भी 0 रहेगा इसका मतलब ऐसा दिखता है जैसे कि इस कोड वर्ड में कोई एरर नहीं है तो इसीलिए हम कह रहे थे कि वह 2 बिट एरर डिटेक्ट कर सकता है और 2 बिट एरर करेक्ट कर सकता है तो यह बेसिक आइडिया है एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन का हैमिंग डिस्टेंस का रिलेशन नंबर ऑफ बिट्स के साथ जो वह डिटेक्ट कर सकता है और करेक्ट कर सकता है इसके अलावा और भी काफी सारे ऑप्शन जो अवेलेबल है तो यहां आईडिया यह था कि हम फाउंडेशन दे कि कैसे डिजिटल सर्किस बना सकते हैं और हमने देखा है कि EX OR गेटस और उसके रिलेशन कितने यूज़फुल है तो सारांश लेते हुए हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बिट पोजीशन जिससे कोड वर्डस डिफर करते हैं उसे हम हैमिंग डिस्टेंस कहते हैं और हैमिंग डिस्टेंस रिलेटेड है नंबर ऑफ एरर बिट्स जो वह डिटेक्ट कर सकता है या करेक्ट कर सकता है हैमिंग कोड जेनरेशन में 2 टू द पावर i th पोजीशन में पैरिटि बिट होना चाहिए पैरिटि बिट जनरेशन के लिए और रिसीवर साइड का ध्यान रखने के लिए हमारे पास EX OR ऑपरेशन है उससे हम करेक्ट पोजिशन पर पहुंच सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं कि यदि उसमें एरर है या नहीं धन्यवाद